X बराबर शून्य का मतलब उत्पादन धारा में से कोई कोशिका बाहर नहीं आ रही हैं जिसे प्रक्षाल वाहिका परिस्थिति कहते हैंI और यह कीमोस्टेट की स्थिर अवस्था होती है जोकि अनुपयोगी है I इन परिस्थितियों में कीमोस्टेट का परिचालन अनूत्पादी होगा क्योंकि निर्गम में कोई कोशिकाएं नहीं है इसीलिए यह प्रक्षाल वाहिका परिस्थिति है I mu बराबर d का गहन मतलब है I जबकि यह एक साधारण समीकरण है जहां तनुकरण दर वृद्धि दर को निर्धारित करती है जोकि गहन है क्योंकि तनुकरण दर FV है I दिए गए रिएक्टर के लिए तनुकरण दर को कैसे बदला जाता है

निवेश दर को बहाव दर में एवं सबस्ट्रेट सांद्रता को फील्ड में लिख सकते हैं I जबकि हम यहां उपभोक्ता दर की वृद्धि दर पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही कोशिका की वृद्धि दर पर I तो हम ऐसा कुछ उपयोग करेंगे जिससे सबस्ट्रेट की उपभोक्ता दर को वृद्धि दर के द्वारा दर्शाया जा सके I यह हम सब जानते हैं और सवाल में हमने इसका उपयोग भी किया है और वह है उत्पाद गुणांक Y xS I तो सबस्ट्रेट उपभोक्ता दर और कुछ नहीं बल्कि कोशिका उत्पादन दर भागीत Y xS है I यहां पर Y xS कोशिका की वह मात्रा है जो सबस्ट्रेट की मात्रा के उपयोग होने पर उत्पादित हुई है I हम सबस्ट्रेट उपभोगीता दर देख रहे हैं तो हम ऊपर एवं नीचे समय से भागीत कर दें तो कोशिका उत्पादित दर भागीत सबस्ट्रेट उपभोगीता दर प्राप्त होगी I इसे दूसरी तरफ ले जाने पर यह कोशिका उत्पादित दर भागीत Y xS है I यहां पर यही बताया गया है I कोशिका उत्पादित दर क्या है